हेलो हम प्रबंध सेवाओं के पांचवें सप्ताह में हैं समकालीन मुद्दों में जहां हमने कल छोड़ा था मैं उसके आगे से शुरू करूंगा और हम स्थिति निर्धारण खंड करण को लक्षित करना और स्थिति निर्धारण एवं मूल्य प्रस्ताव के बारे में चर्चा कर रहे थे जोकि ग्राहक को बहुत ही प्रिय है तो कल हम इस विशेष चित्र के बारे में चर्चा कर रहे थे क्योंकि यह स्थिति निर्धारण की संकल्पना के लिए बहुत ही नजदीक से जुड़ा हुआ है जिसका आधारभूत अर्थ यह है कि कुछ विशेष लक्षित ग्राहकों के समूह के समक्ष मूल्यांकन का निर्धारण करना है इसलिए स्थिति निर्धारण बहुत नजदीकी से खंड करण से जुड़ा हुआ है बाजार का खंड करण ग्राहक की पहचान व्यक्ति की गहराई से समझ ग्राहक का व्यवहार और अभेद्य आकर्षक पैकेज का निर्माण उनके लिए मूल्य प्रस्ताव करना है हमने कल चर्चा की थी कि विश्व की सबसे बेहतरीन जानी पहचानी सेवाएं वह अक्सर इस चौथाई भाग में शुरू होती है जिसे हम पूरी तरह से केंद्रित कहते हैं इसका मतलब है कि एक सेवा का पैकेज जोकि एक किसी खास बाजार के हिस्से पर केंद्रित है और एक खास पैकेज को प्रस्तावित करते हुए जैसा कि हमने कल चर्चा की थी अरविंद आई केयर हॉस्पिटल की शुरुआत दक्षिण भारत के मदुरई शहर से आंखों की देखभाल की सुविधाओं के तौर पर हुई थी और यह उन ग्राहकों के लिए थी जो आर्थिक पिरामिड में सबसे निचले स्तर पर थे आर्थिक तौर पर बहुत ही कमजोर ग्राहक तो भूगोल बहुत ही केंद्रित है और लक्षित बाजार बहुत साफ तरीके से चिन्हित किया गया एवं जो सेवाएं दी गई वह थी कैटरेक्ट कैटरेक्ट का उपचार करना शल्य चिकित्सा करने लायक रोगी लेंस के ऊपर कैल्शियम के आवरण की वजह से देखने की शक्ति बिगड़ी होना रेटिना के लेंस जिन्हें कैटरेक्ट कहा जाता है तो उन्होंने एक प्रक्रिया तैयार की उन्होंने बाजार को केंद्रित करके और व्यवस्थाओं को केंद्रित करके अपने कर्मियों की क्षमताओं का निर्धारण किया जब एक बार वह स्थापित हो गए और उन्हें एक खास तरीके की कला में महारत हासिल हो गई और उस खास तरीके की व्यवस्था के खास पैकेजेस के विज्ञान को जान लिया फिर उसके बाद उनके पास कई क्षेत्र थे जो उनके लिए खुल गए तो हमने कल इसकी भी चर्चा की थी भोजोहोरी मन्ना एक विशिष्ट उच्च स्तर का बंगाली रसोई की व्यवस्था है जो आधुनिक परिवेश में भोजन देते हैं पारंपरिक खाने को आधुनिक परिवेश में और आधुनिक सुविधाओं के साथ तो हमने भोजोहोरी मन्ना की चर्चा की और उसी तरह एक और उदाहरण है जैसे करीम यह दिल्ली में एक बहुत ही प्रचलित मुगलई खाने का स्थान है उन्होंने पुरानी दिल्ली में शुरुआत की और वह वहां पर कई वर्षों तक रहे अब उनकी दक्षिण दिल्ली में दूसरी शाखा है कुछ छोटी छोटी दुकानें भी हैं जो वितरण का कार्य करती हैं परंतु वह मूल रूप से दिल्ली पर ही केंद्रित है दूसरी तरफ सागर है यह दक्षिण भारतीय भोजन का एक प्रसिद्ध रेस्तरां दिल्ली में है उन्होंने भी पुरानी दिल्ली में एक संस्थान से शुरू किया था परंतु वह इतने बेहतरीन हो गए जो वह आज कर रहे हैं उसमें उन्होंने अपने कई प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ दिया और आज वे पूरे दिल्ली में फैल गए पूरे उत्तर भारत में भारत के कई शहरों में और यहां तक कि विदेशों में भी उनकी कुछ शाखाएं हैं तो जैसा कि हमने यह देखा कि व्यापार की शुरुआत पूरी तरह से केंद्रित थी अच्छा व्यापार सेवा संबंधित व्यापार किसी एक खास तरीके की सेवा पर केंद्रित व्यापार किसी एक खास बाजार के हिस्से पर केंद्रित व्यापार जैसे आजकल अरविंद वे लगातार उस एक ही बाजार पर केंद्रित हैं तो जिन बाजारों में वह सेवा दे रहे थे वह सब समान ही थे वह प्राथमिक तौर पर अपने मिशन के प्रति निष्ठावान थे जिसके माध्यम से वह दलितों को सेवा देते थे आर्थिक रूप से गरीब ग्राहकों के वर्ग को वह सेवा देते थे और वह भी उच्च स्तरीय वैश्विक स्तर की आंखों की देखभाल की सेवा परंतु आंखों की देखभाल के साथ साथ उन्होंने कैटरेक्ट का उपचार भी शुरू किया जो कि उनकी वास्तविक सेवा थी कैटरेक्ट का ऑपरेशन परंतु उन्होंने और भी आंख के उपचारों को शामिल कर लिया चाहे वह डायबीटिक रेटिनोपैथी मैकुलर डिजनरेशन ऑफ ग्लूकोमा कई आंखों की जटिल बीमारियों को भी शामिल कर लिया तो अब वहां एक बहुत बड़ी सेवा की श्रंखला शुरू कर दी और वह सब उनके अधिकार क्षेत्र में उपलब्ध है निश्चित तौर पर वह दूसरे चिकित्सीय क्षेत्रों में नहीं जा रहे हैं परंतु यह एक तरीका है कि अरविंद इस वृत्तखंड से दूसरे वृत्तखंड तक पहुंच गए आज अरविंद का बाजार तो वही है परंतु सेवाएं बहुत सारी है दूसरी तरफ भोजोहोरी मन्ना या सीसीडी स्टारबक्स इनमें से कई प्रसिद्ध सेवा के केंद्र वह सब अपनी सेवाओं पर केंद्रित रहे तो भोजोहोरी मन्ना बंगाली रसोई में कॉफी कैफे डे या स्टारबक्स कॉफी पर तीसरे स्थान का अनुभव परंतु यह कई बाजारों में अपनी सेवा देते हैं मुंबई के कई बड़े बाजारों में वह सेवा देते हैं वह कई शहरों के व्यापारिक केंद्रों में सेवा देते हैं सीसीडी कुछ ऐसी संस्थाएं जैसे आईआईटी और कई दूसरे स्थानों पर अपनी सेवाएं देता है तो उनका मूल्य प्रस्ताव समान ही रहता है वह एक ही तरह के खाने और पेय पदार्थों के क्षेत्र में है परंतु वे अलग अलग तरह के ग्राहकों को अपनी सेवाएं देते हैं तो संक्षेप में कहें तो व्यापार शुरू तो यहां होते हैं परंतु वह इस मंजिल पर पहुंच जाते हैं या वह इस दिशा में चले जाते हैं तो संकीर्ण सेवाएं अलग अलग बाजारों में दी जाए या सेवा की विस्तृत श्रृंखला किसी संकीर्ण परिभाषित बाजार के हिस्से में दी जाए मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि आप इस समझ को स्थान निर्धारण को इन छह ब्लॉक में दिए गए प्रश्नों के समुचित के साथ जोड़ें हमारे वर्तमान सेवा सामानों का क्या मूल्य प्रस्ताव हो इस प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं और कौन से बाजार के क्षेत्रों को हम लक्षित करते हैं किन ग्राहकों को हम अब सेवा देंगे और हम किसको भविष्य में लक्षित करेंगे हमारे व्यवसाय प्रतिष्ठान हमारे वर्तमान और क्षमतावान ग्राहकों के मन में कहां स्थित होते हैं हमारे सेवा के संसाधन हमारे प्रतिद्वंदीयों से कैसे अलग हैं यह कुछ नए विचार हैं तो इन्हें आप देखिए कि यह सब अभ्यांतर कारक अधिक हैं और यहां पर कुछ बाहर कारण भी हैं और इसी तरह हमारे सेवा के जो संसाधन हैं वह हमारे विरोधियों से अलग हैं आप ऐसे ग्राहकों को कैसे लक्षित करेंगे जो हमारी सेवाओं को उनकी जरूरत के अनुसार मिलाप आते हैं और अपने प्रतिनिधियों के समकक्ष हम मजबूत होने के लिए क्या परिवर्तन कर सकते हैं तो यह सब अंदर प्राप्त सूचनाओं के अनुसार उठाए जाने वाले कदम हैं यह सब अभ्यांतर निर्णय हैं जो मूल्य प्रस्ताव आप देना चाहते हैं जो हम ग्राहकों को सेवाएं देना चाहते हैं और ग्राहकों के मन में जो स्थान हम बनाना चाहते हैं और हम बाहरी कारणों को देखते हैं की हम अपने आप को अपने प्रतिद्वंदी से कैसे तुलना करते हैं और कैसे हमें ग्राहकों की आवश्यकताओं की जरूरत है और किस स्तर पर किस अलग नजरिए से अपने प्रतिद्वंदी से अब इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप बनाए ढूंढने या एक नया सेवा का विचार बनाए या ऐसी सेवा का पता करें जिससे आप पूरी तरह परिचित हो और पिछले चार वृत्तखंड से समझें कि वह कहां है और फिर कोशिश करें की इन छह ब्लॉक में लिखे प्रश्नों का उत्तर मिले हम इसको इतनी अधिक विस्तृत रूप से चर्चा में नहीं लाएंगे परंतु ऐसे भी व्यापार हैं जो केंद्रित नहीं है तो वह बिग बाजार की तरह ना हो जहां पर अलग अलग लोगों के अनुसार अलग अलग तरह के उत्पाद होते हैं और उनमें विभिन्नता होती है उदाहरण के तौर पर अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तुलना ग्रामीण बैंक से करें तो ग्रामीण बैंक जैसा कि इसके नाम से लगता है मुख्य रूप से गांवों के लिए केंद्र यह एक खास तरीके के वित्तीय प्रोफाइल के ग्राहकों को अपनी सेवा प्रदान करता है परंतु स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहां तक कि उनका मूल्य प्रस्ताव हर प्रकार के ग्राहकों के लिए उचित है यह भारत की विभिन्नता को अपनी सेवाएं देते हैं और यह पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं वे उस ग्राहक को भी सेवाएं देते हैं जिसके पास केवल ₹500 जमा करने के लिए होते हैं और उस ग्राहक को भी सेवा देते हैं जो 500 करोड़ जमा कर सकता है तो हर चीज से सबके लिए बहुत ही कठिन स्थिति है तो मूल रूप से हम यह दो अलग अलग बाजार केंद्रों को और सेवा केंद्रों को चिन्हित करते हैं जैसा कि हमने चर्चा की थी हमने अभी विकेंद्रीयकरण के बारे में चर्चा की और प्रत्यक्ष रूप से इसमें हमेशा खतरा है और अक्सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरह पूर्व प्रतिष्ठित होना काफी मुश्किल होता है कुछ कंपनियां हैं जैसे जनरल इलेक्ट्रिकल या हमारा अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो व्यापक किस्म के प्रस्तावों के बाद भी व्यापक किस्म के बाजार को सेवा देने के बाद भी उच्च स्तर की सेवा उत्कृष्टता को बनाए हुए हैं परंतु अक्सर अच्छी रणनीति एक विशेष एसटीपी का निर्माण करती है बहुत ही विशेष प्रस्ताव समुच्चय जैसा कि लक्षित है के साथ एक सेवा की स्थिति एक विषय विशेष खंड के ग्राहकों की पहचान करती है तो आधारभूत तरह से हम कैसे अपने लक्ष्य खंड को चुनते हैं यह हमेशा प्रभावित करता है हम कैसे अपने मूल्यों का पोर्टफोलियो का निर्माण करते हैं अपने प्रस्ताव से मिलान करना या उससे आगे निकल जाना आसान है जब वह एक ही समान खंड की दिशा में होता है और यही वह जगह है जहां पर आप वास्तव में मूल्य प्रस्ताव लाभ क्षमता से आगे जा सकता है जैसा कि हमने अरविंद के मामले में देखा था उच्च महानता की ऐसी मशीनरी का निर्माण करना बहुत ही कठिन है अगर आप सब चीज से सबके लिए कोशिश करते हैं तो परंतु सेवा केंद्रीय या बाजार केंद्रित स्थिति यह संभव है कि आप महान सेवा का निर्माण कर सकें जैसे स्टारबक्स या कॉफी कैफे डे या अरविंद आई केयर या भोजोहोरी मन्ना या कुछ और अब हम लोग दूसरी समझने की चीज जिसे स्थिति कहते हैं उस पर आते हैं जब इसका निर्माण किया जाता है तो यह एक गठरी की तरह होती है स्थिति के मूल्यों के समुच्चय में बहुत सारी चीजें होती है तो यह मूल्यों का समुच्चय है ना कि एक अकेले मूल्य का हम अक्सर ऐसे व्यक्तिगत सामान्य को मूल्य प्रस्ताव में गुण कहते हैं और यह गुण दो प्रकार के होते हैं उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है अब हम उस महत्वपूर्ण गुण की बात करते हैं उदाहरण के तौर पर विमान सेवाओं में सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण गुण है परंतु क्या होता है क्योंकि यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लगभग अनिवार्य है आप इसके बिना विमान सेवा के तौर पर जिंदा नहीं रह सकते जब तक कि आप यह निश्चित ना करें की आपके वायुयान के यात्रियों के लिए सुरक्षा और संरक्षण उच्च स्तर की है तो दोनों के लिए अर्थात वह लोग जिनकी आप सेवा कर रहे हैं और मशीन या संस्थान जिसे आप सेवा के लिए प्रयोग करते हैं वह दोनों सुरक्षित और संरक्षित होने चाहिए तो यह महत्वपूर्ण है कि कोई भी यात्री या ग्राहक ऐसी विमान सेवाओं को चुनेगा जिसमें सुरक्षा और संरक्षण की भावना को ना तो चित्रित किया गया हो ना संप्रेषित किया गया हो परंतु एक बार जब यह हो जाता है तो इसका मतलब कि आपके पास यह आपने इस प्रवेश बाधा को पार कर लिया है आपने उस स्तर का आश्वासन उपलब्ध करा दिया है जो सुरक्षा और संरक्षा से जुड़ा हुआ है अब आप उस अखाड़े में हैं जहां पर दूसरे और खिलाड़ी भी हैं और आपकी ही तरह योग्य हैं और उस अवस्था में ग्राहक यह निर्णय करेगा कि उसे किस विमान सेवा से उड़ान भरनी है जोकि दूसरे अन्य गुणों पर आधारित होगी तो उनके लिए सुरक्षा और संरक्षण इतना महत्व नहीं है जोकि अनिवार्य है परंतु यह दूसरे गुणों के समुच्चय ही निर्धारित हैं और इन्हें निर्धारित गुण कहते हैं क्योंकि इन्हीं गुणों के आधार पर ग्राहक यह निर्णय करता है कि उसे इन वायु सेवाओं के समूह में से किस को चुनना है और कौन कौन सुरक्षा और संरक्षा के पहलुओं के योग्य है इनके अंतर्गत आप कह सकते हैं जैसे किराया या उनकी समय सारणी छुटने और आने का समय और भी इसी तरह से कुछ इन सब में उनके इकोनामी क्लास का किराया या सेवाओं में दूसरे प्रकार के फायदों का उपलब्ध होना पहुंचने का समय बुजुर्ग व्यक्तियों को सहायता एवं वयस्क नागरिकों के लिए पहरेदार कुर्सी की उपलब्धता इत्यादि शामिल है तो इनमें से बहुत सारे हो सकते हैं वह सभी हो सकते हैं उनमें जरूरत के अनुक्रम हो सकते हैं और वह ग्राहकों के प्रकार पर आधारित हो सकते हैं निश्चित तौर पर वरिष्ठ नागरिक अकेले यात्रा कर सकते हैं और वह निर्धारित गुणों को देख सकते हैं जो उन्हें सहायता कर सकें तो साथी के साथ पहिए दार कुर्सी की उपलब्धता के आधार पर सीट की उपलब्धता जो पीएनआर कुर्सी के साथ उपलब्ध हो इत्यादि का उनके द्वारा स्वागत होगा और यही निर्धारित गुण है दूसरी तरफ एक युवा परिवार छुट्टियां बिताने के लिए अगर जाता है तो शायद किराया और उड़ान का समय गुणों के नजरिए से अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं तो यह दो गुणों के समुच्चय वैसे ही महत्वपूर्ण हैं जैसे कि गेट पास का गुण होना मैं चाहता हूं कि आपको इस खेल में उस स्तर के मानकों से सामना हो परंतु जब एक बार आप खेल में आ जाते हैं तो दूसरे समुच्चय भी होते हैं जिन्हें हम निर्धारक कहते हैं जो यह निर्धारित करते हैं की आप ग्राहक के लिए एक सफल चयन या पसंदीदा चयन होंगे कि नहीं तो इसलिए स्थिति निर्धारण जिसके बारे में हम कुछ समय पूर्व चर्चा कर रहे थे हम उनसे ब्लॉक को देखते हैं जो अभ्यांतर निर्णय और अभ्यांतर समीक्षा के साथ साथ अभ्यांतर कल्पना होते हैं जहां हम जाना चाहते हैं और जिसे हम ग्राहक को आज सेवा के रूप में देना चाहते हैं जो जिस प्रकार के ग्राहक जिन्हें हम कल सेवाएं देना चाहते हैं इत्यादि यह सब अभ्यांतर निर्णय हैं और बाहरी निर्णयो के भी समुच्चय हैं कौन हमारे वर्तमान ग्राहक हैं कौन हमारे वर्तमान प्रतिद्वंदी हैं जो हमारे भविष्य के प्रतिद्वंदी हैं हम उनसे कैसे तुलना करते हैं और हम उनके खिलाफ कैसे प्रतिस्पर्धा करने जा रहे हैं इस प्रकार के मुद्दे होते हैं तो इसलिए इसे अभ्यांतर समीक्षा की आवश्यकता के साथ साथ बाहरी प्रतिद्वंदी समीक्षा और बाजार समीक्षा की आवश्यकता होती है और निश्चित तौर पर जैसा कि हम विभाजन की बात कर रहे थे जोकि स्थिति निर्धारण से जुड़ा हुआ है विभाजन को खंड के आकार उसके वृद्धि दर उनके मापक और उनकी पहुंच खंड को आकर्षक बना सकता है परंतु क्या आपके पास समुचित आधारिक संरचना है जो उस तक पहुंच सके और खंड तक पहुंच सके तो बहुत ही बेहतरीन खंड हो सकते हैं जो आपकी सेवा के अनुसार हो और वह उत्तर भारत में हो परंतु क्या आपके पास सुदूर बाजार तक पहुंचने के लिए समुचित आधारिक संरचना है तो इन चीजों को आप को निर्धारित करना होता है कितनी आधारभूत चीजें हैं यह तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि अभ्यांतर समीक्षा के समुच्चय संगठनात्मक संसाधन सीमाएं लक्ष्य मूल्य हैं और बाहरी समीक्षा के लिए केवल प्रतिद्वंदी ही नहीं परंतु बाजार की संरचना उसके नियम कानून गैर कीमत अवरोधक अगर कोई है तो इत्यादि भी हैं यह जो आपके सामने चित्र प्रस्तुत है वह आपको विभाजन लक्ष्यकरण स्थिति निर्धारण आधारित विपणन कार्य योजना की आपको समग्र एवं व्यापक समझ देगा जो ग्राहक के वर्ग के विश्लेषण पर आधारित होगा और आपके लक्षित खंड को चिन्हित करेगा फिर आप वांछित स्थिति मूल्य पैकेज को उस खंड को लक्षित करके स्पष्ट कर सकते हैं और यह बहुत ही स्पष्ट होगा की मूल्य प्रस्ताव के द्वारा क्या लाभ होगा और यह विश्लेषण कर पाएंगे कि आप कैसे अलग कर पा रहे हैं और आप इस विभिन्नता को कैसे बनाए रख पा रहे हैं तो मैं अक्सर सोचता हूं और मैंने अपनी पिछली कक्षा में भी इस के बारे में बात की थी कि हमको इन तीन आधारभूत प्रश्नों के उत्तर देने होंगे कि कोई क्यों इन सेवाओं को खरीदें वह हमसे क्यों खरीदें और वह हमसे उसे खरीदना जारी क्यों रखें इनमें से वह हमसे क्यों खरीदें और हमसे खरीदना जारी क्यों रखें इसे हम स्पर्धात्मक भिन्नता और आणि निरंतर भिन्नता कहते हैं तू यह विभिन्नता अपनी जरूरतों को स्थापित नहीं कर पाती है जो कि प्रतिद्वंदी के रूप में विकसित हुई हैं और नए प्रस्ताव के रूप में उभरी हैं आपके पास इसका प्रतिक्रिया तंत्र उपलब्ध होना चाहिए कभी कभी आप अपने प्रतिद्वंदी से आगे होते हैं और अपनी प्रबलता से प्रसन्न नहीं होते हैं वास्तव में आप खुश नहीं होते हैं और आप एक नए मूल्य प्रस्ताव बनाते हैं यह जानते हुए भी कि आपके प्रतिद्वंदी आपको एड़ी से काटना चाहते हैं तो आपको हमेशा एक कदम आगे रहना होगा और यह विपणन योजना होगी जो कि इन सब पर आधारित है इसका मतलब है जिस बाजार खंड से संबंधित किस तरीके का यह मूल्य प्रस्ताव है जो हमारे बाजार समीक्षा आकार स्थान प्रवृत्तियों इत्यादि से निकला है प्रगति की प्रवृत्ति संसाधनों की अभ्यांतर समीक्षा प्रतिष्ठा कृत्रिम मूल्य इत्यादि और हां शक्ति कमजोरियां मौके खतरे प्रतिद्वंदात्मक समीक्षा इत्यादि शामिल है तो इस समीक्षा के समूचे ऊपर आधारित हम इस उद्देश्य और लक्ष्य और मूल्य प्रस्ताव के आधार पर हम अपनी विपणन योजना बनाते हैं इस विषय पर हम बाद में इस पूरे पाठ्यक्रम के अंत में चर्चा करेंगे जहां हम इसे दोबारा देखेंगे और बड़े विपणन योजनाओं को बनाने के बारे में बात करेंगे साथ ही व्यवहार कुशल विपणन की चर्चा करेंगे तो विपणन की रणनीति एवं योजना के मुद्दे पर हम दोबारा से आएंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप स्लाइड पर देख रहे होंगे की आपका मूल्य प्रस्ताव और विभिन्नता दोनों ही स्थिर नहीं होने चाहिए यह प्रतिद्वंदी की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित होना चाहिए और उससे भी बेहतर आप अपनी आशा के अनुसार अपने प्रतिद्वंदी से आगे रहिए प्रतिद्वंदी की क्या प्रतिक्रिया होगी उसके अनुसार आप उससे आगे रहिए मैं इस दृष्टिकोण को यहां समाप्त करूंगा जिसे आप स्थिति मानचित्र कहते हैं अगर आपने पुरानी चर्चा का अनुसरण किया होगा तो मान लीजिए आप किसी होटल में मिलते हैं तो हम साधारण 2 बाई 2 की संरचना वाई अक्ष पर बनाते हैं और हमें उसकी कीमत देनी होगी और वह कीमत ग्राहक के द्वारा दी जाएगी तो महंगा कम महंगा मध्यम सेवाएं और उच्च सेवाएं तो उच्च सेवाएं बहुत महंगी होंगी जो कि एक पांच सितारा होटल की स्थिति में होंगी परंतु दूसरी और भी बहुत सारे विकल्प होंगे जैसे उदाहरण के तौर पर यह कम महंगा हो सकता है परंतु काफी हद तक अच्छी सेवाओं के साथ कई होटल व्यापार अपनी स्थिति में इस प्रकार कर लेते हैं या कहीं उस क्षेत्र में होते हैं तो वह मध्य कीमत की श्रेणी में आते हैं और बहुत उपयोगी बहुत कार्यकारी होते हैं हो सकता है वह बहुत ज्यादा विलासिता पूर्ण ना हो परंतु अच्छी सेवाएं विश्वसनीय सेवाएं यह सब कभी कभी जानबूझकर एक होटल में होती हैं या एक रात्रि वाले होटल जो रोड के किनारे हाईवे पर होते हैं या स्टेशन पर स्थित होते हैं रेलवे स्टेशन के पास या किसी दूसरे हवाई अड्डे के पास जहां लोग कुछ ही घंटों के लिए आते हैं और दूसरी फ्लाइट पकड़ कर चले जाते हैं आप वास्तव में इस तरह से स्थित हो सकते हैं जो कम महंगे पर आधारित हो और मध्यम आधुनिक सेवाओं से युक्त हो तो यह सभी स्थितियां भयावह हैं ऐसे होटल हैं जिनमें यह सभी अलग अलग तरह की स्थितियां हैं क्योंकि अलग अलग तरह के ग्राहक हैं और हम जानते हैं कि सबके लिए सब कुछ होना चाहिए जैसा कि हमने पहले इस बारे में बात की थी तो आपका खंड आपके ग्राहक को लक्षित करता है और आप की स्थिति उन्हीं के हिसाब से हो जाती है और यह बनाने के लिए यह मानचित्र बहुत ही उपयोगी है क्योंकि यह आपको बताता है की रिक्त स्थान कहां पर है जहां पर पहले से ही प्रतिद्वंदीयो के समूह में उपस्थित हैं और जो कि इस मानचित्र में तुलनात्मक तौर पर कम व्यस्त खंड है और उसी के अनुसार आप निर्णय कर सकते हैं की कहां पर है तो यह मानचित्र बनाने का एक बहुत ही उपयोगी तरीका है तो इस चीज की यहां तक भविष्यवाणी की जा सकती है कि आप की वर्तमान स्थिति कहां है और आप कहां जाना चाहते हैं और आप कहां जा सकते हैं जहां आपको प्रतिद्वंदी से खतरा मिल सकता है तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि चार्ट और मानचित्रों के माध्यम से आपको खाली दार्शनिक जागृति ही मिल सकती है तो यह एक प्रकार से दार्शनिक अनुस्मारक है और यह हर वक्त आपकी मदद करता है सभी कर्मचारी एक ही पेज पर होने चाहिए जिससे वह साफ साफ समझ सके तो कहां जाता है कि कोई भी तस्वीर हजार शब्दों से कम नहीं होती है इसलिए इस तरह का मानचित्रिकरण किया जाता है जो कि दार्शनिक स्पष्टता के लिए बहुत अच्छा होता है और पूरे संस्थान के नजरिए में आम सहमति के लिए और यह अक्सर ग्राहकों को चित्रित करने के लिए सहायक होता है कि वे किधर जा रहे है तो जैसा कि हमने रणनीति पर केंद्रित करने केंद्रीय सेवाएं बाजार केंद्रित और गैर केंद्रित की सारांश में चर्चा की हमने इन खंडों पर चर्चा की थी हमने बाजार के खंडीकरण पर चर्चा की थी और जहां पर खरीददार के सामान्य व्यवहार की खरीदारी में व्यवहार की आवश्यकता और खपाने की प्रक्रिया और हमने चर्चा की थी कि वास्तव में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह खंड की पहचान और केंद्रीकरण दोनों सहभागी हैं और हमने चर्चा की थी सेवाओं के गुणों की जो निर्धारित गुण और महत्वपूर्ण गुणों के बारे में थी और अंत में हमने चर्चा की कि कैसे बाजार समीक्षा अभ्यांतर समीक्षा एवं प्रतिबंधात्मक समीक्षा के द्वारा स्थिति निर्धारण किया जाए और हमने यह कहते हुए समाप्त किया था कि स्थिति निर्धारण का मानचित्र बहुत उपयोगी है क्योंकि यह हमें अपनी रणनीतिक स्थिति को दिखाता है और यह हमेशा सहायता करता है कि संस्थान में सबको एक ही पृष्ठ पर कैसे ले आए और यह ग्राहक को चित्रित करता है की हम किस लिए खड़े हुए हैं तो यहां पर हम आज समाप्त करेंगे और कल इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे स्थिति निर्धारण से हम ब्रांडिंग की तरफ जा सकते हैं